यह हमारा तीसरा उपकरण है हमने कहा है कि हम इस कोर्स में माइक्रोवेव इंजीनियरों के 3 मुख्य उपकरण पेश करेंगे पहले स्मिथ चार्ट था दूसरा स्कैटरिंग मापदंड था तीसरा संकेत प्रवाह चित्र है अब संकेत प्रवाह चित्र क्या है मुझे लगता है कि आप में से कई ने इनका उपयोग किया है नियंत्रण सिद्धांत के आपके अध्ययन में हमने संकेत प्रवाह चित्र का उपयोग किया है जहां यदि आपके पास एक खंड आरेख है और विभिन्न खंड हैं तो वे कुछ अंतरसंबंध हैं अगर आप पूरी चीज़ के ट्रांसफर फ़ंक्शन को खोजना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी रैखिक नेटवर्क यदि आप कर रहे हैं और आप जानते हैं कि विभिन्न शाखाएँ वगैरह वे जुड़े हुए हैं कि विभिन्न ब्लॉकों के बीच कुछ अंतर्संबंध है तो समग्र ट्रांसफर फ़ंक्शन क्या है जो आप यहां पा सकते हैं यहाँ वही बात हम देखते हैं कि यदि हम जानते हैं कि तरंग सर्किट के विभिन्न भागों के बीच विभिन्न तरीकों से बह रही है अब एक भाग से दूसरे भाग के बीच यदि आप ट्रांसफर फ़ंक्शन या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह संकेत प्रवाह चित्र बहुत जरूरी है और हमारे मामले में हम देखेंगे कि जब कोई नेटवर्क बहुत अधिक जटिल हो जाता है जैसे हम नेटवर्क विश्लेषक के अंशांकन प्रक्रिया को देखेंगे वहां नेटवर्क काफी जटिल है लेकिन उस समय यदि आप संकेत प्रवाह चित्र को जानते हैं तो हम बहुत आसानी से चीजों का पता लगा सकते हैं इसी तरह विशेष रूप से एम्पलीफायर वगैरह के लिए विभिन्न माइक्रोवेव लक्षण वर्णन में हमारे पास विभिन्न शक्ति लाभ परिभाषाएं हैं अब जब कभी कभी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं अगर हम संकेत प्रवाह चित्र के इस उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन संकेत प्रवाह चित्र बहुत आसानी से बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से ऐसे मामलों में नेटवर्क के एक भाग से दूसरे भाग के बीच लाभ या ट्रांसफर फ़ंक्शन को खोजने में हमारी मदद कर सकता है परन्तु आप जानते हैं कि जैसा कि स्मिथ चार्ट या स्कैटरिंग मापदंडों के मामले में हमने देखा है कि यदि आप किसी उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें इसके नियम सीखने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ नियमों के तहत यह पूरी बात सुरुचिपूर्ण हो जाती है अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सुरुचिपूर्ण एक काली अरुचिपूर्ण बन जाती है तो इसीलिए इन नियमों को यहां पेश किया गया है प्रत्येक चर इसका मतलब है चर का मतलब है एक नेटवर्क में आपने देखा है कि यह या तो हो सकता है या या इसलिए उन्हें संकेत प्रवाह चित्र में नोड के रूप में नामित किया गया है एस मापदंड और परावर्तन गुणांक शाखाओं द्वारा दर्शाए जाते हैं तो एस मापदंड किसी भी एस मापदंड वे हैं या परावर्तन गुणांक वे हैं उन्हें एक शाखा द्वारा दर्शाया जाना चाहिए शाखाएँ एक आश्रित चर नोड में प्रवेश करती हैं और स्वतंत्र चर नोड से निकलती हैं तो जाहिर है शाखाएं एक आश्रित चर नोड में प्रवेश कर सकती हैं और एक स्वतंत्र चर नोड जो बनाता है जो तरंग वगैरह के स्रोत के रूप में व्यवहार करता है स्वतंत्र चर नोड आयातित तरंगें हैं तो आप देखते हैं कि जो आयातित है कि इसका मतलब है उत्तेजना तरंगों के स्रोत से आ रहे हैं वे स्वतंत्र चर हैं और जाहिर है नेटवर्क व्यवहार के आधार पर आपको एक परावर्तित तरंग मिलती है जो एक आश्रित चर नोड है एक नोड का मान इसे दर्ज करने वाली धाराओं के मूल्यों के योग के बराबर है तो आप देखते हैं कि आप यहाँ देखते हैं चूंकि अन्य चीजें शामिल हैं इसलिए वगैरह के बजाय यहां किसी भी धनात्मक मात्रा को ए कहा जाता है और ऋणात्मक मात्रा को बी कहा जाता है तो मूल रूप से आप सोच सकते हैं कि यह आपका है यह आपका है अब दो पोर्ट नेटवर्क में कैसे आता है यदि आप इस चीज़ को देखते हैं हमारे दो पोर्ट नेटवर्क में मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास है अब कैसे आता है कारण से मुझे कुछ मिल सकता है जिसे हम कहते हैं तो वह यहाँ V1 है इसलिए a1 से यह मुझे S 11 मिल रहा है यह S 11a1 है a2 से इसका मतलब है मुझे S 12 मिल रहा है तो यह b1 का प्रतिरूप है जैसा कि अंतिम नियम ने कहा है कि इस नोड का मूल्य उस शाखा मान का योग है जो यहां आ रहा है अब शाखा मूल्य यह शाखा S11 S11में a1 धनात्मक और S 12 में a2 में से एक होगा इसलिए ये दोनों प्रवेश कर रहे हैं यदि कोई दूसरा प्रवेश कर रहा था तो एक और धनात्मक वहाँ होगा इसी तरह दूसरे पोर्ट में आश्रित चर V 2 जो वास्तव में था जिसे हम लिख सकते हैं वह हो चुका है तो आखिरकार हम दो पोर्ट को जोड़ सकते हैं जो पोर्ट एक में हैं मेरे पास है तो a1 b1 पोर्ट दो में मेरे पास b2 a2 है अब यह सुरुचिपूर्ण ढंग से किया जाता है कि b2 को यहां रखा गया है इसे यहां रखने के बजाय ताकि आप एक बहुत a1 से b2 प्राप्त कर सकें जो चल रहा है वह S 21 है a1 से b1 क्या आ रहा है S 11 इसी तरह a2 से आपको b2 जो भी मिल रहा है वह S22 है और a2 जो भी आपको यहां मिल रहा है वह S1 2 है तो एक दो पोर्ट को उनके एस मापदंडों के साथ संकेत प्रवाह चित्र में इन के रूप में दर्शाया जा सकता है तो यह एक दो पोर्ट प्रतिरूप है दो पोर्ट प्रतिरूप इसके एस मापदंड के साथ दो पोर्ट नेटवर्क को इस तरह संकेत प्रवाह चित्र में दर्शाया जा सकता है इसी तरह आप एक जनरेटर के खंड आरेख को देखते हैं तो हम जानते हैं कि V g कुल वोल्टेज जो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको मिल रहा है वह होगा V g ES I g zs अब V g आप फिर से दो भागों में तोड़ सकते हैं आप और को ag कहते हैं और आप को b g कहते हैं ऐसा है यहाँ फिर से लिखा गया है और हल करने से यह जनरेटर है कि यह b s हैं उससे आपको b g मिल रहा है और ag में आप उस मान को डाल रहे हैं जो उस स्रोत का परावर्तन गुणांक Γs आ रहा है इसी तरह लोड प्रतिबाधा का संकेत प्रवाह चित्र लोड है एक आयातित है एक परावर्तित तरंग है इसलिए उनका संबंध एक लोड परावर्तन गुणांक है अब इसलिए दो पोर्ट नेटवर्क लोड किए गए और आप कह सकते हैं कि स्रोत दो पोर्ट नेटवर्क या स्रोत दो पोर्ट नेटवर्क इसलिए आपके पास यहां है एक स्रोत होगा नेटवर्क और स्रोत के बीच परावर्तन गुणांक Γ s है एक लोड परावर्तन गुणांक है Γ L तो यह पूरा नेटवर्क है आप जानते हैं कि कभी कभी हम खोजने के बाद एस मापदंड पाते हैं एक विशेष लोड प्रतिबाधा और स्रोत प्रतिबाधा को देखते हुए हम खोजना चाहते हैं कि विभिन्न मूल्य क्या हैं इसलिए उस समय इस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है अब संकेत प्रवाह चित्र में कुछ शब्दावली हैं पहली चीज को पहले क्रम के लूप कहा जाता है इसका प्रतीक L है अब एक लूप क्या है लूप का अर्थ है कोई भी शाखा या शाखाओं का एक संयोजन जो एक नोड से शुरू हो रहा है और एक गोल यात्रा कर रहा है और उसी नोड में वापस आ रहा है अब यह वही लिखा जाता है जो एक ही नोड पर शुरू और समाप्त होता है यह एक एकल शाखा हो सकती है जिसे स्व लूप कहा जाता है यह विभिन्न शाखाएं हो सकती हैं इसके बाद यह वापस आ रहा है यह एक मानक लूप है यह पहले क्रम के लूप इसे पहला क्रम क्यों कहा जाता है इसका मतलब है कि आपको जो भी लूप मिलेगा उसे हम पहले क्रम का लूप कहेंगे फिर दूसरा क्रम के लूप है दूसरा पहले क्रम के लूप किसी भी दो नहीं छूने वाले पहले पहले क्रम के लूप का गुणनफल है पहले हमने लूप को देखा है सभी लूप जिन्हें हम बुला रहे हैं सामान्य तौर पर पहले पहले क्रम के के लूप हैं अब उसमें से दूसरा पहले क्रम के लूप का मतलब है दो किन्हीं दो नहीं छूने वाले पहले पहले क्रम के लूप के गुणनफल तो हमें पहचानना होगा कि कौन छू रहा है यदि वे छू रहे हैं तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है लेकिन अगर वे नहीं छू रहे हैं दो लूप तो उनके गुणनफल एक दूसरे पहले क्रम के के लूप है इन सभी जोड़ियों को हमें पहचानना और खोजना होगा फिर हमारे पास तीसरा पहले क्रम के लूप है तो तीन नहीं छूने वाले पहले पहले क्रम के लूप के गुणनफल उस तरह आप किसी भी पहले क्रम पर जा सकते हैं इसलिए एक नेटवर्क में क्योंकि यह अधिक से अधिक जटिल हो जाता है पहले आपको लूप की पहचान करनी होगी फिर इसका मतलब है कि आपने सभी पहले पहले क्रम के लूप की पहचान कर ली है फिर आप पता लगाते हैं कि लूप के गैर स्पर्शी जोड़े क्या हैं वे दूसरे क्रम के लूप हैं फिर आप गैर छूने वाले लूप के तीसरे क्रम की पहचान करते हैं वह तीसरा क्रम लूप है फिर आप पहले क्रम के चौपाइयों को पहचानते हैं पहले क्रम के नहीं छूने वाले लूप जिसे L वगैरह वगैरह कहा जाता है अब आप देखते हैं कि यह L है L पहला पहले क्रम के लूप है जिसमें एक पी का मतलब है पहला पहले क्रम के लूप पथ पी को छूने वाला नहीं है इसलिए ऐसे कई रास्ते हो सकते हैं जिनमें हम रुचि रखते हैं और L पहला पहले क्रम के लूप है पथ पी 1 को छूने वाला नहीं है L पहला पहले क्रम के लूप है पथ पी 2 को छूने वाला नहीं है वगैरह इसी तरह L दूसरा पहले क्रम के लूप पथ पी को छूने वाला नहीं है वगैरह अब यह सूत्र है मुझे लगता है यह सूत्र आप में से कई ने नियंत्रण सिद्धांत में उपयोग किया है विद्युत नियंत्रण में यह कई प्रकार के खंड आरेख में उपयोग किया जाता है जब हम उस से ट्रांसफर फ़ंक्शन को खोजने की कोशिश करते हैं आम तौर पर इस सूत्र का उपयोग किया जाता है यह सर्वविदित है मेसन का सूत्र आम तौर पर हम उस लाभ को कहते हैं इसका मतलब है कि कुछ स्वतंत्र चर द्वारा कुछ आश्रित चर जैसा कि हमने कहा है कि आश्रित चर हमारी माइक्रोवेव चीजों में परावर्तित प्रकार हैं और स्वतंत्र चीजें हमारी आयातित चीजें हैं तो एक आश्रित चर जिसका अर्थ है कुछ किसी आयातित से परावर्तित होता है जिसे हम लाभ कह रहे हैं यह लाभ हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है मूल रूप से यह एक ट्रांसफर फ़ंक्शन है अब यह इस सूत्र द्वारा लिखा गया है आप देखते हैं कि यह सूत्र क्या कहता है कि आप पी का पता लगाते हैं इस स्वतंत्र चर से आश्रित चर तक कई रास्ते हो सकते हैं जिन पर आप रुचि रखते हैं मान लीजिए कि a1 और b3 तो a1 के बीच a1 एक नोड है b3 एक नोड है a1 एक स्वतंत्र नोड है b3 एक आश्रित नोड है आप निर्भर नोड से उस स्वतंत्र नोड से आते हैं देखें कि आप कितने रास्ते आ सकते हैं वे आपके रास्ते हैं उन्हें कहा जाता है यहां आप देखते हैं P1 P2 P3 वगैरह अब आपको पता चलता है कि L s क्या हैं कितने पहले पहले क्रम के लूप हैं इसका मतलब है कितने मानक लूप हैं अब ∑ L का अर्थ है सभी प्रथम क्रम के लूप का योग फिर आप दूसरे क्रम के लूप की पहचान करते हैं उन सभी दूसरे क्रम के लूप का योग फिर ∑ L इन सभी तीसरे क्रम के लूप का योग है वगैरह और अंश में आप इस पथ को देखते हैं पथ का कुछ मूल्य होगा मूल्य का अर्थ है परावर्तन गुणांक वगैरह उस रास्ते पर प्रत्येक शाखा में कुछ परावर्तन गुणांक या कुछ एस मापदंड होंगे ताकि उस का गुणनफल इसलिए कि पथ मूल्य का गुणनफल 1 घटा L L से मतलब है सभी पहले 1 क्रम के लूप जो पथ को नहीं छू रहे हैं उस का योग तो ऐसे कई हो सकते हैं इसी तरह सभी दूसरे क्रम के लूप पथ 1 को नहीं छूते हैं सभी तीसरे क्रम लूप पथ 1 को नहीं छूते हैं सभी चतुर्थ क्रम लूप पथ 1 को नहीं छूते हैं वगैरह और चिन्ह आप देखते हैं ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक जैसे फिर पथ 1 बंद है फिर दोहराएं पथ 2 के लिए फिर से इस 1 ऋण L का अर्थ है सभी प्रथम क्रम पथ 2 स्पर्श नहीं कर रहे हैं फिर L सभी द्वितीय क्रम लूप पथ 2 स्पर्श नहीं कर रहे हैं वगैरह तो यह अंश होगा तो यह आपको मूल्य देगा अब आपको इसे यह शब्दावली अपने अंदर लाने के लिए कुछ समय चाहिए कि लेकिन उदाहरण के साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और P1 और P2 मैं फिर से दोहरा रहा हूं P1 P2 क्या है स्वतंत्र चर को आपकी रुचि के आश्रित चर से जोड़ने वाले विभिन्न मार्ग क्योंकि इसमें कई आश्रित और स्वतंत्र चर हो सकते हैं सभी आश्रित चर कुछ b b सबस्क्रिप्ट और सभी स्वतंत्र चर a सबस्क्रिप्ट होंगे आप एक स्वतंत्र चर से एक आश्रित चर में जा रहे हैं और पथ लगातार सह दिशात्मक शाखाओं का समूह जिसके साथ कोई भी नोड एक से अधिक बार पार नहीं किया गया है जैसा कि स्वतंत्र से आश्रित चर में ट्रांस्पोज किया गया है यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वतंत्र चर पर निर्भर चर में जाने से कोई भी रास्ता ले सकते हैं लेकिन कोई दो रास्ते नहीं कोई भी दो नोड दो बार पार नहीं होने चाहिए इसका मतलब है यह पूरी तरह से एक अलग रास्ता होना चाहिए इसका मतलब है एक लूप के माध्यम से आप एक नए पर नहीं आ सकते हमेशा क्योंकि यदि आप एक लूप से गुजरते हैं तो मूल रूप से आप दो बार नोड को पार कर रहे हैं पथ में कोई लूप नहीं हो सकता है पथ मूल्य पथ में शाखा मूल्यों का गुणनफल है अब हम यह उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम b1 bs खोजना चाहते हैं इसलिए यहाँ से हालाँकि इसे bs के रूप में लिखा गया है वास्तव में यह a s है क्योंकि यह एक आयातित है इसलिए यहां से यहां तक मैं खोजना चाहता हूं रास्ते क्या हैं तुम देखते हो एक मार्ग यहां है फिर यह एक सीधा रास्ता है इसीलिए इसे P1 S11 कहते हैं और यह मैं यहां भी आ सकता हूं फिर मैं यहां जा सकता हूं फिर मैं यहां आ सकता हूं मैं यहां आ सकता हूं तो यह एक और पथ है P2 यह है S 21 में Γ L में S 21 आप देखिए यहां कोई दूसरा रास्ता नहीं है यह एक रास्ता है लेकिन यह एक रास्ता नहीं है क्योंकि तीर यहाँ नहीं है मुझे यहाँ आना होगा और यह एक मैं नहीं ले सकता केवल बात यह है इसलिए bs से b1 तक आने के लिए नेटवर्क में केवल दो ही रास्ते हैं अब आइए पहले यह पता करें कि L क्या हैं पहले क्रम के लूप तो यहाँ से यहाँ तक आते समय लूप क्या हैं एक लूप निश्चित रूप से यह है जिसे हम S 11 Γ s कह रहे हैं फिर एक और लूप जाहिर है यह S 22 Γ L है अब यहां एक और लूप है आप देखिए मैं यहां शुरू कर रहा हूं यहां आ रहा हूं यहाँ यह एक लूप है हां S2 1 Γ L S1 2 Γ s आप देखते हैं कोई अन्य लूप नहीं है पहले क्रम के लूप हैं तो 3 पहले क्रम के लूप हैं इसका मतलब है जब हम हर में योग करेंगे तो आप देखेंगे ∑ L जो कि 3 लूप का योग होगा तो वह S 11 Γs S21 Γ L S12 Γs S22 Γ L होगा अब एक ही बात क्या कोई दूसरे क्रम के लूप है इसका मतलब है क्या दो लूप हैं जो छू नहीं रहे हैं आप देखते हैं यह एक लूप है लेकिन यह इस के साथ छू रहा है इस लूप के साथ छू रहा है तो यह एक और यह एक वे गैर स्पर्श नहीं हैं लेकिन यह एक और यह एक गैर छूने वाला है यह एक और यह एक तो वहाँ हैं एक दूसरे क्रम का लूप है इसलिए जिसे S11 ΓS S22 Γ L कहा जाता है वे स्पर्श नहीं करते हैं तो हम लिखेंगे L है एक दूसरा क्रम के लूप है और वह लूप मूल्य इन दोनों का गुणनफल है इसलिए S 11 ΓS S22 Γ L अब हमने देखा है दो रास्ते हैं अब L तो L L अब L अब तीन L हैं जैसा कि हमने देखा है कि यह एक L है यह एक और L है और यह एक और L है तीन प्रथम क्रमबद्ध लूप हैं लेकिन 1 को कौन सा गैर छू रहा है पथ 1 क्या है यह रास्ता यह हमारा मार्ग 1 था अब पहला लूप और यह लूप वे नहीं छूने वाले हैं जिसका अर्थ है कि वे किसी भी सामान्य नोड को साझा नहीं करते हैं तो पहले दो लूप वे इस मार्ग के साथ सामान्य नोड साझा करते हैं लेकिन यह इस के साथ कोई भी सामान्य नोड साझा नहीं करता है तो यह एक नहीं छूने वाले लूप है इसलिए L इसीलिए हम ΓSS22 लिख रहे हैं और क्या कोई पहले क्रम के लूप है जो दूसरे रास्ते से नहीं छूने वाले है दूसरा रास्ता क्या था यह इसको अब आप देखते हैं कि सभी लूप इस पथ को छू रहे हैं तो L 0 के बराबर है और इन तीन लूप के बीच क्या गैर लूप लूप का कोई ट्रिपल है नहीं इस आंकड़े में कोई तीसरा क्रम नहीं है फिर दूसरा क्रम के लूप हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन क्या कोई दूसरा क्रम के लूप है दूसरा क्रम के लूप क्या है यह एक और यह एक पथ 1 को नहीं छू रहा है लेकिन यह पथ 1 को स्पर्श करता है तो इसीलिए हमने L को 0 लिखा है इसी तरह दूसरे क्रम के लूप जो पथ 2 को भी छूता है यह मार्ग 2 है यह छूता है कि इसीलिए L 0 के बराबर है L 0 के बराबर है और इस आंकड़े में कोई तीसरा क्रम नहीं है इसलिए मेसन के लाभ के सूत्र में हम वह सब डाल सकते हैं हमने यहां लिखा है P1 मूल्य हमने P2 मान लिखा है हमने L लिखा है हम तीन लूप तीन पहले क्रम के लूप लिखा है दूसरा क्रम के लूप एक दूसरा क्रम के लूप तीसरा क्रम के लूप नहीं है L केवल मौजूदा है L नहीं है L L नहीं है तो आप लिख सकते हैं यह ट्रांसफर फ़ंक्शन b1 bs होगा इस के लिए यदि आप b1 bs खोजना चाहते हैं तो यह मान होगा अब हम अपने एक बिंदु पर आते हैं मान लीजिए मैं एक लोड सर्किट के इनपुट परावर्तन गुणांक को खोजना चाहता हूं यह यह हिस्सा एस मापदंड हिस्सा है इस तक अब वहाँ एक लोड है तो एक लोड परावर्तन गुणांक है अब यहाँ से अगर मैं देखना चाहता हूँ तो क्या मूल्य होगा तो आप देखते हैं कि मेरा P1 क्या है P1 है इसका मतलब है मैं वहाँ से आ रहा हूं आप देखते हैं b1 a1 इसका मतलब है यह स्वतंत्र चर है यह आश्रित चर है तो मैं a1 से b1 तक कैसे आ सकता हूं एक रास्ता यह है हम इसे P1 कह रहे हैं वह S 1 1 है एक और रास्ता है मैं यहां आ सकता हूं मैं यहां आ सकता हूं मैं यहां आ सकता हूं तो S P2 S2 1 Γ L S12 अब क्या कोई लूप है हां एक लूप है यह एक लूप है आप देखते हैं कोई अन्य लूप संभव नहीं है तो इसका मतलब है केवल एक पहला क्रम के लूप और इसलिए स्पष्ट रूप से L और L वे सभी 0 हैं लेकिन यह L इसका मतलब है पहला क्रम के लूप इसका मतलब है कि यह लूप यह नहीं छूने वाला पथ 1 है हाँ तो L यह लूप S 2 2 Γ L होगा L करता है क्या यह इस पथ के साथ नहीं छूने वाला है तो L सुपरस्क्रिप्ट वह 0 होगा तो अब आप डालते हैं Γ ¿ यह होगा ताकि आप अब मूल्यों को रख सकें और यह अच्छी तरह से ज्ञात मूल्य है आप देखते हैं हम इसे वास्तविक एस मापदंड में कैसे प्राप्त करते हैं जो चीजें हमने प्राप्त की हैं लेकिन कुछ हेरफेर की आवश्यकता है लेकिन यहाँ वहाँ है सीधे हमें यह मान मिला है और जब उस मिलान लोड जब गामा के लिए यदि लोड एक मिलान लोड है तो Γ L 0 होगा और आपको यह मिलेगा कि Γ ¿ S11 के अलावा कुछ नहीं है हम जानते हैं कि हमने स्कैटरिंग मापदंड में भी चर्चा की है आमतौर पर यह परावर्तित गुणांक होता है कि इनपुट पोर्ट S11 नहीं है लेकिन दूसरे पोर्ट से मिलान के तहत आपको यह मिलता है इसके अलावा एकतरफा उपकरण इसका मतलब है आम तौर पर एक उपकरण अगर वहाँ है 2 से 1 तक अगर कोई रास्ता नहीं है तो आप Γ¿ भी प्राप्त कर सकते हैं मूल रूप से Γ L 0 के बराबर है मिलान लोड इस पथ को 0 बनाता है लेकिन कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जिनका S मापदंड ऐसा है S 12 0 है उस स्थिति में भी आप ऐसा कर सकते हैं Γ ¿ S 11 इसी तरह आप इसे आउटपुट परावर्तन गुणांक से पा सकते हैं कि आउटपुट परावर्तन गुणांक यह b2 a 2 होगा इसका मतलब है कि आप a2 से b2 तक कैसे आ सकते हैं तो फिर से यदि आप इसे लगाते हैं कि एक रास्ता यह है एक और रास्ता है यहाँ जाओ यहाँ आओ तो फिर पता करें कि लूप क्या है वहाँ हैं एक लूप यहाँ है एक और लूप है आप कह सकते हैं कि यह एक और लूप है तो ये दो लूप आप ऐसा करते हैं और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार विभिन्न शक्ति परिभाषाएं हैं हम वहां नहीं जा रहे हैं जब आप एम्पलीफायरों का अध्ययन करते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होती है इसलिए मुझे लगता है हमने वह पूरा कर लिया है संकेत प्रवाह चित्र हमने परिचय देखा है कि कैसे हेरफेर करना है और बाद में अगले व्याख्यान में हम इसके उपयोग का पता लगाने की कोशिश करेंगे पहले से मैंने आपको कुछ अनुप्रयोग दिखाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो हमने आपको नेटवर्क विश्लेषक के लिए पेश किया है तो इसका अंशांकन आसान हो जाता है यदि आप संकेत प्रवाह चित्र के साथ करते हैं कि हम अगले व्याख्यान में देखेंगे धन्यवाद